सभी को नमस्ते आज के लेक्चर में मैं फूरिये ट्रांसफॉर्म के कुछ और उपयोग के बारे में चर्चा करूंगा विशेष रुप से वॉटर वेव्स के एकॉस्टिक रेडिएशन से संबंधित उपयोग के बारे में जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी चर्चा की थी आगे बढ़ते हुए मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की थ्योरी का परिचय दूंगा और लाप्लास ट्रांसफार्म के कुछ उदाहरण करूंगा हम उन सभी उदाहरणों को कंटिन्यू करते हैं जिनकी चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे आगे उदाहरण में मैं एकॉस्टिक रेडिएशन स्फेरिकलबॉडी के एकॉस्टिक रेडिएशन की स्थिति के बारे में बात करूंगा एकॉस्टिक यानी कि साउंड तो स्फेरिकल बॉडी जो फ्लूएड में डूबी हुई है से जेनरेटेड साउंड वेव्स मुझे फिर से स्टेटमेंट लिखने दीजिए अनबॉउंडेड फ्लूएड में साउंड वेव्स के फैलाव पर विचार कीजिए जिसका प्रेशर फील्ड prt स्फेरिकली सिमिट्रिक वेव इक्वेशन को संतुष्ट करता है स्फेरिकली सिमिट्रिक वेव इक्वेशन इस तरह से दी जाती है तो ध्यान दीजिए डेरिवेटिव इस एक्सप्रेशन पर निर्भर नहीं करता है यह एक्सप्रेशन पूरी तरह से r तथा t पर निर्भर करता है तो मैं इस एक्सप्रेशन को निम्न प्रकार से निरूपित करता हूं मुझे अपनी बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन का उल्लेख करना चाहिए तो बाउंड्री कंडीशन का बाउंड वन निम्न प्रकार से है जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर प्रेशर का डेरिवेटिव उपयोग में ले रहा हूं यह मेरी न्यू मन बाउंड्री कंडीशन होगी यह a0𝛿 के बराबर होगी यह रेडियस r बराबर a के होगी यह सभी कांस्टेंट हैं r बराबर a मैंने अपने प्रेशर के ग्रेडियंट का उल्लेख किया है तो इन दोनों एक्सप्रेशंस के साथ हम अपनी इस PDE का हल ज्ञात करना शुरू कर सकते हैं तो फिर से हम A तथा B पर फूरिये ट्रांसफार्म लगाते हैं और मुझे जो नई सेट ऑफ इक्वेशंस मिलती है वह है तो हमने A तथा B पर फूरिये ट्रांसफार्म वेरिएबल टाइम t के सापेक्ष लगाया है तो मेरा एक्सप्रेशन B प्राइम में रिड्यूस हो जाता है तो ध्यान दीजिए कि हमारी PDE अब एक ODE बन गई है तो जैसे कि मैं फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष ट्रांसफार्म कर रहा हूं तो इस स्थिति में फ्रिकवेंसी डोमेन में मेरा ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल ⍵ है इन दोनों इक्वेशंस को हल करने पर मुझे जो एक्सप्रेशन मिलता है वह है हल अंततः मेरा हल प्रेशर वेव इस प्रकार दी जाती है तो ध्यान दीजिए इंटीग्रैंड में दो एक्सप्रेशन है विशेष रुप से यह पहला एक्सप्रेशन वेव की वजह से है जो कि ∞ पर जनरेट होता है और दूसरा एक्सप्रेशन वेव है जोकि सोर्स पर वेव जनरेट होने की वजह से होता है तो इससे मेरा क्या तात्पर्य है मान लीजिए आपके पास r के ∞ की ओर जाने पर डिस्टरबेंस है तो आप यह पहला टर्म रिटेन करेंगे और मान लीजिए कि आपके पास r के शून्य की ओर जाने पर डिस्टरबेंस है तो आप दूसरा टर्म रिटेन करेंगे तो जैसा कि मैंने माना कि यह सेकंड ऑर्डर PDE नहीं है और मुझे इनको डिस्क्राइब करने के लिए दो कंडीशन देनी होंगी यह दो कांस्टेंट तो दूसरी कंडीशन यह है कि जैसे r एक की ओर जाता है P शून्य की ओर जाएगा मुझे अपने A को शून्य के बराबर लेना होगा यदि मैं ऐसा करता हूं तो मेरा कोएफ़िशिएंट B बाउंड्री कंडीशन का उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है विशेष रुप से वह B प्राइम था जिसे मैंने ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन में लिखा था सभी गणनाए करने के बाद मुझे जो एक्सप्रेशन मिलता है मैं उसे C कहता हूं मैं यहां पर B को बाउंड्री कंडीशन से सब्सीट्यूट करता हूं जिसे मैंने पहले ही एक्सप्रेशन C से ज्ञात कर रखा है मुझे निम्न हल मिलता है मुझे मेरी प्रेशर वेव मिलती है तो अब इंटीग्रल को सरल करने के लिए हम फिर से देखते हैं कि हम यहां पर रेसिड्यू थ्योरम का उपयोग करें तो हम रेसिड्यू थ्योरम का उपयोग ⍵ ica पर करते हैं क्योंकि इस मान पर हमारा डिनॉमिनेटर शून्य हो जाता है मान लीजिए कि यह इंटीग्रल I है तो मेरा I बराबर है मैं डायग्राम बनाता हूं तो यदि मेरे पास यह डायग्राम है जहां मैं रियल ओमेगा वर्सेस इमेजिनरी ओमेगा की बात कर रहा हूं इसको अच्छे से समझने के लिए इससे संबंधित स्लाइड देखिए तो मेरा ⍵ सिंगुलेरिटी का बिंदु यहां है और यदि मैं इसे प्लॉट करता हूं तो मैं अपना धनात्मक हल ज्ञात करने की कोशिश करता हूं मेरा कंटूर पॉजिटिव हाफ प्लेन में होना चाहिए क्योंकि यह मेरा इंटीग्रल I है और मान लीजिए कि हम कहते हैं कि यह इंटीग्रल CR पर है तो रेसिड्यू थ्योरम का उपयोग करने पर हमें मिलता है हमें यह तथ्य दिखाना है कि जैसे IcR शून्य की ओर जाता है यह सर्कल R से R तक है इसका स्पान R से R है और जैसे R ∞ की ओर जाता है यह IcR शून्य की ओर जाता है अब जल्दी से इस इंटीग्रल को देखते हैं तो IcRका इंटीग्रल एक्सप्रेशन होगा हमें आश्वस्त हो जाना चाहिए कि हमारा इंटीग्रल 𝞹 से 𝞹 तक है तो यह θ इंटीग्रल है हम देख सकते हैं की इंटीग्रल शून्य की ओर जाता है जबकि जब फैक्टर पॉजिटिव है विशेष रुप से आप यह जांच सकते हैं इस का रियल पार्ट IcRइस स्थिति में नेगेटिव है जब मेरी यह इनइक्वालिटी संतुष्ट होती है तो मेरा रियल पार्ट नेगेटिव होता है और R ∞ क्यों जाता है तो मेरा इंटीग्रल I बराबर है सब्सीट्यूट करने के बाद मुझे मेरा हल मिलता है जो कि प्रेशर वेव है तो मैं रेसिड्यू को सब्सीट्यूट कर रहा हूं और रेसिड्यू थ्योरम का उपयोग करके इंटीग्रल के एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर रहा हूं तो यह मेरा एकॉस्टिक रेडिएशन प्रॉब्लम का हल है यह पूरी तरह से इंटीग्रेबल है क्योंकि हम उस सिंगल इंटीग्रल का रेसिड्यू ज्ञात कर पा रहे थे आगे बढ़ते हुए हम कुछ और उदाहरण करते हैं इस बार मैं लिनियराइज्ड KdV इक्वेशन के उदाहरण का परिचय दूंगा KdV का फुल फॉर्म Korteweg de Vries इक्वेशन है और यह एक कांस्टेंट है जोकि वॉटर वेव्स से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए उपयोगी है इस इक्वेशन में मैं लिनियराइज्ड सिनेरियो या जब कोएफ़िशिएंट्स कांस्टेंट होते हैं के लिए KdV इक्वेशन के बारे में बात करूंगा उदाहरण 8 मेरे पास निम्न लिनियराइज्ड है तो यह विशेष रुप से नॉन विस्कॉस या इनविसिड वॉटर वेव्स के लिए है तो मेरी KdV इक्वेशन इस तरह की दिखती है मेरे पास बाउंड है मेरे पास इनिशियल कंडीशन फिजिकल टर्म 𝜼 पर ध्यान दीजिए 𝜼 वॉटर वेव्स की ऊंचाई को निरूपित करता है तो यह वॉटर वेव्स की ऊंचाई है मुझे इसका हल यह कहते हुए शुरू करने दीजिए की आपके हल के फूरिये ट्रांसफार्म को E से निरूपित करते हैं 𝜼 के फूरिये ट्रांसफार्म को E से निरूपित करते हैं और इनिशियल कंडीशन के फूरिये ट्रांसफार्म को F से निरूपित करते हैं तो जब मैं फूरिये ट्रांसफार्म का उपयोग इस बार वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में करता हूं तो मुझे क्या मिलता है मुझे मेरा यह हल मिलता है हल मान लीजिए Ek t FT𝜼 F FT तो अंततः मैं इक्वेशन 1 पर फूरिये ट्रांसफार्म का उपयोग करता हूं मैं इक्वेशन 1 तथा 2 पर x के रिस्पेक्ट में फूरिये ट्रांसफार्म का उपयोग करता हूं मुझे जो एक्सप्रेशन E के लिए मिलता है वह है मै फिर से ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन में अपनी इनिशियल कंडीशन F पर जाता हूं तो यह एक्सप्रेशन जो E से दिया जाता है मान लीजिए इक्वेशन 3 हल है इक्वेशन 1 और 2 का तो अंततः मेरा हल मेरे पास हल के लिए निम्न एक्सप्रेशन है मुझे इंटीग्रल को ज्ञात करना है हम देख सकते हैं कि यह इंटीग्रल ईवन फंक्शन है ध्यान दीजिए मैं इस इंटीग्रल को निम्नलिखित फॉर्मेट मे रिड्यूस कर सकता हूं मैं इसे cos मे रिड्यूस कर सकता हूं इस सिनेरियो में जहां आप जानते हैं कि उत्तर क्या है तो इसका उत्तर I है हमें जब तक F का एक्सप्रेशन पता ना हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते अब मैं अगले एक्सप्रेशन के बारे में बात करूंगा मैं विशेष स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं जब मेरे फंक्शन की इनिशियल कंडीशन ज्ञात हो मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन डेल्टा फंक्शन द्वारा दी जाती है तो यदि वह सिनेरियो हो तो मैं अपना हल इस फॉर्म में लिख सकता हूं इस स्थिति में हमें f की इनिशियल कंडीशन का एग्जैक्ट फॉर्म पता है मैं अपने हल को इस एक्सप्रेशन में रिड्यूस कर सकता हूं और यह विशेष एक्सप्रेशन ज्ञात किया जा सकता है और इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है Aiको एरी फंक्शन कहा जाता है तो विशेष रूप से मेरे पास एरी इंटीग्रल है जो निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है इस को सरल करने से हमें मिलता है एरी इंटीग्रल के इस एक्सप्रेशन को हैंडबुक ऑन मैथमेटिकल फंक्शंस बाय Abramowitz and Stegun में देखा जा सकता है यह किताब मेरे कोर्स डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है इस किताब में एरी इंटीग्रल और एरी फंक्शंस के सभी फॉर्म्स दिए हुए हैं यह उन सभी उदाहरण को पूर्ण करता है जो मुझे फूरिये ट्रांसफार्म की व्याख्या के लिए करने थे